नमस्कार हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट पाठ्यक्रम पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चरों में आईपी राउटिंग पर चर्चा कर रहे थे आज हम उस चर्चा को जारी रखेंगे आज हम BGP पर चर्चा करेंगे यदि आप पिछले लेक्चरों को याद करें तो हमने दो चीजों पर चर्चा की थी एक इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल जो ऑटॉनमस सिस्टमों के भीतर हैं और दूसरा बाहरी राउटिंग प्रोटोकॉल जो दो या उससे अधिक ऑटॉनमस सिस्टमो के बीच है BGP या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बाहरी राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ऑटॉनमस सिस्टमों के पार पैकेट को सही तरीके से रूट करने में मदद करता है बस एक स्लाइड में ऑटॉनमस सिस्टम को देख लेते हैं यह एक बड़े आईपी नेटवर्क या पूरे इंटरनेट का छोटा हिस्सा है ऑटॉनमस सिस्टम संगठन द्वारा नियंत्रित एक इंटरनेटवर्क होता है इसका मतलब है कि यह एक प्रशासनिक नियंत्रण में है जैसे आईआईटी खड़गपुर का ऑटॉनमस सिस्टम एक एकल प्रबंधन द्वारा प्रशासित किया जाता है यह एक ऑटॉनमस सिस्टम हो सकती है जिसे आईआईटी खड़गपुर सेल द्वारा प्रबंधित किया जाता है और एक ऑटॉनमस सिस्टम एक ही संगठन या अन्य सार्वजनिक या निजी संगठन द्वारा प्रबंधित अन्य ऑटॉनमस सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकती है दूसरे अर्थ में हमारे पूरे नेटवर्क को कई ऑटॉनमस सिस्टम में विभाजित किया गया है जिसमें कई नेटवर्क और राउटर शामिल हैं जो ऑटॉनमस सिस्टम की पूरी जानकारी का ध्यान रखते हैं हमने देखा है कि वहाँ एक बैकबोन एरिया राउटर है जो सभी प्रकार की चीजों का ध्यान रखता है इसलिए हमारा मूल उद्देश्य यह है कि अगर किसी ऑटॉनमस सिस्टम का एक पैकेट किसी अन्य स्थान पर एक ऑटॉनमस सिस्टम से संवाद करना चाहता है तो यह कैसे रूट किया जाएगा तो इसके लिए कुछ आंतरिक मार्ग प्रोटोकॉल होना चाहिए जो ऑटॉनमस सिस्टम के भीतर इस बात का ध्यान रखेगा और एक बाहरी प्रोटोकॉल होना चाहिए जो इन चीजों के पार जाता है यदि आप याद करें तो हमने एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी जिसने इन अलग अलग ऑटॉनमस सिस्टम के बीच एक रास्ता स्थापित किया था जैसे अगर मै कहूं कि पैकेट न 1 को ऑटॉनमस सिस्टम 6 8 9 10 या 6 8 9 12 और उसके बाद गंतव्य स्थान पर पहुँचना चाहिए तो यह ऑटॉनमस सिस्टम का एक क्रमिक सेट है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल की एक श्रेणी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में राउटर को एक ऑटॉनमस सिस्टम के भीतर जानकारी का आदान प्रदान करने की अनुमति होती है इन प्रोटोकॉल के उदाहरण OSPF हैं और RIP जिनमे मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल OSPF है बाहरी गेटवे प्रोटोकॉल जो एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है तो इस ईजीपी या बाहरी गेटवे प्रोटोकॉल के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल सीमा गेटवे प्रोटोकॉल या BGP है इसलिए आज हम BGP प्रोटोकॉल की मूल विशेषताओं पर चर्चा करेंगे BGP एक बाहरी गेटवे प्रोटोकॉल है यह मूल रूप से ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की लूप मुक्त पद्धति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है इसलिए इसमें कोई भी लूप नहीं होना चाहिए BGP का विकास राउटिंग सूचनाओं को एकत्र करने और संक्षेपित करने के लिए हुआ है यदि हम पूरे इंटरनेट या नेटवर्क के नेटवर्क को देखते हैं तो किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने के लिए या किसी एक सिस्टम या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए इसे कई नेटवर्क और ऑटॉनमस सिस्टमों से गुजरना होगा इसलिए सूचनाओं को ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच आगे बढ़ाने का कोई रास्ता होना चाहिए और इसके लिए हम BGP को देखने की कोशिश करते हैं वर्तमान में BGP का लोकप्रिय संस्करण BGP4 है जो कि एक IETF मानक प्रोटोकॉल है इसका मतलब है कि सभी BGP सक्षम डिवाइस जिन्हें BGP राउटर या BGP डिवाइस भी कहा जाता है एक मानक का पालन करते हैं जो पैकेट को रूट करने की अनुमति देता है अगर हम BGP घटकों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या यह ऑटॉनमस सिस्टम AS1 AS2 इत्यादि हैं बल्कि कई चीजें हैं एक विशेष उपकरण या राउटर है जिसको BGP स्पीकर कहा जाता है जिसको हम देखेंगे एक BGP के अंदर कई नेटवर्क हो सकते हैं ऑटॉनमस सिस्टम के अंदर OSPF और RIP नामक प्रोटोकॉल होते हैं क्योंकि प्रत्येक ऑटॉनमस सिस्टम को एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है इसलिए यह प्रोटोकॉल चुनने के लिए स्वतंत्र होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करना है और अगर आप फिर से याद करें कि हमने ऑटॉनमस सिस्टम फिर से अलग अलग क्षेत्र में विभाजित है तो उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र या क्षेत्र 0 बैकबोन क्षेत्र है और यह बैकबोन क्षेत्र या बैकबोन राउटर इन संपूर्ण ऑटॉनमस सिस्टमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है यह एक चिन्हित राउटर हैं जो ऑटॉनमस सिस्टमों की पूरी जानकारी रखते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि इस क्षेत्र का सारा ट्रैफिक इस क्षेत्र बॉर्डर राउटर से गुजरना चाहिए लेकिन इसका मतलब है कि इसके पास संपूर्ण ऑटॉनमस सिस्टमों के बारे में जानकारी है अब ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच के लिए हमारे पास EBGP नामक प्रोटोकॉल है या ऑटॉनमस सिस्टमों के अन्दर के लिए हमारे पास IBGP प्रोटोकॉल है अब हम कुछ घटकों को देखें एक चीज जो हमने देखी है वह है BGP स्पीकर यह BGP का समर्थन करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया एक राउटर है जिसे हम BGP स्पीकर कहते हैं BGP पड़ोसी या BGP स्पीकर की एक जोड़ी एक दूसरे से राउटिंग सूचना आदान प्रदान करते हैं यहाँ दो प्रकार के पड़ोसी हो सकते हैं एक ऑटॉनमस सिस्टमों के भीतर के पड़ोसी और दूसरा ऑटॉनमस सिस्टमों के पड़ोसी इस प्रकार हमारे पास आंतरिक पड़ोसी या IBGP है जो ऑटॉनमस सिस्टमों के भीतर BGP सपीकरों की एक जोड़ी है और दूसरा हमारे पास बाहरी पड़ोसीयों या EBGP कि एक जोड़ी है प्रत्येक EBGP राउटर अलग ऑटॉनमस सिस्टम में हैं इसलिए अगर हम फिर से इस आंकड़े पर वापस आते हैं तो यह दो BGP स्पीकर या दो राउटर हैं जो इस विशेष ऑटॉनमस सिस्टमों के भीतर राउटरों की संख्या हो सकती है ये IBGP हैं और बहार वाले EBGP हैं इसलिए पड़ोसियों की एक जोड़ी अलग अलग दिनों में आम तौर पर सीधे साझा किए गए नेटवर्क को सूचना सीधे साझा करती है तो यह एक सीधे जुड़े हुए नेटवर्क का परिदृश्य हैं BGP सत्र की एक अवधारणा है कि एक TCP सत्र जो 2 BGP पड़ोसियों को जोड़ता है सत्र का उपयोग राउटिंग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है और पड़ोसी जीवित संदेश भेजकर सत्र की स्थिति की निगरानी करते हैं इसलिए समय समय पर जीवित संदेश भेजे जाते हैं ताकि अन्य सत्रों की स्थिति की निगरानी कर सके तो यह एक तरह से पिंगिंग है और एक नियमित अंतराल पर की जाती है किसी भी ऑटॉनमस सिस्टमों के लिए एक AS नंबर होता है जोकि एक 16 बिट संख्या है और विशिष्ट ऑटोनॉमस सिस्टम को विशिष्ट रूप से परिभाषित करता है तो 16 बिट के साथ कई ऑटोनॉमस हो सकते हैं 16 बिट से 216 संख्या संभव है जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है इस प्रकार एक AS में कई राऊटर में या कई नेटवर्क स्रोत हैं यह एक शब्दावली है या AS पाथ सूची की एक अवधारणा है AS नंबर जो नेटवर्क के माध्यम से मार्ग का वर्णन करता है एक BGP पड़ोसी अपने साथियों को पाथ के बारे में बताता है तो इसका मतलब है अगर मैं AS1 के नेटवर्क1 से AS6 के नेटवर्क 6 में जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या रास्ता अपनाना चाहिए तो मैं AS1 से AS3 फिर AS4 से होते हुए AS6 तक जाऊँगा या कुछ अन्य पाथ भी चुन सकता हूँ तो यह AS संख्याओं का एक सेट या अनुक्रमिक सेट है जो नेटवर्क के भीतर इस राउटिंग की अनुमति देता है अब अगर हम BGP ट्रैफ़िक को देखते हैं तो आमतौर पर दो प्रकार के ट्रैफ़िक होते हैं एक है स्थानीय ट्रैफ़िक जोकि एक AS के भीतर ही होता है मतलब AS के भीतर ही शुरू होता है और भीतर ही समाप्त होता है इसमें स्रोत या गंतव्य AS में ही रहते है यदि स्रोत या गंतव्य में रहता है तो उस विशेष BGP सत्र के लिए ट्रैफ़िक को हम एक स्थानीय ट्रैफ़िक कहते हैं जबकि जो स्थानीय ट्रैफिक नहीं है पारगमन ट्रैफिक है इसका मतलब है कि BGP का एक लक्ष्य पारगमन ट्रैफिक की मात्रा को कम करना है जिसका अर्थ है कि यह न तो AS उत्पन्न कर रहा है और न ही AS में समाप्त हो रहा है लेकिन यह इस AS के क्षेत्र से गुजर रहा है दूसरे अर्थ में यह ट्रैफिक AS पर एक लोड है इसलिए उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के पारगमन ट्रैफिक को कम से कम किया जा सके इसलिए बहुत से पारगमन ट्रैफ़िक का मतलब है कि आप पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं और यदि हम AS प्रकारों को देखते हैं तो BGP मुख्य रूप से ऑटॉनमस सिस्टमों के 3 प्रकारों को परिभाषित करता है एक है स्टब एक स्टब AS दूसरे AS के लिए एक एकल कनेक्शन है एक स्टब AS केवल स्थानीय ट्रैफ़िक ले जा सकता है क्योंकि यह AS के लिए एक कनेक्शन है लेकिन उस पार कोई अन्य AS नहीं है इसलिए इसमें केवल स्थानीय ट्रैफ़िक होता है कोई ट्रांज़िट ट्रैफ़िक नहीं है यहाँ मल्टी होम AS के 2 या अधिक AS या उससे भी अधिक AS के ऑटॉनमस सिस्टम के कनेक्शन हैं हालाँकि एक मल्टी होम AS को इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया जाता है कि यह ट्रैफिक को आगे न बढ़ाए और पारगमन ट्रैफिक को आगे संचारित न करे वोह इसको यह ड्रॉप या ब्लॉक कर सकता है एक पारगमन AS भी होता है एक पारगमन AS में मल्टी होम AS के समान 2 या अधिक ऑटॉनमस सिस्टम का कनेक्शन होता है लेकिन यह स्थानीय और पारगमन ट्रैफिक दोनों को वहन करता है वोह AS जो कि पारगमन ट्रैफिक के प्रकारों पर नीति प्रतिबंध लगाता है पारगमन ट्रैफिक को जाने देता है तो ऑटॉनमस सिस्टम या तो मल्टी होम AS या पारगमन AS हो सकता है तो मुख्य रूप से ऑटॉनमस सिस्टम मल्टी होम हैं या पारगमन स्टब उन परिदृश्यों का एक विशेष मामला है इसलिए जो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से दो तरह की चीजें होती हैं एक है मल्टी होम और दूसरा ट्रांजिट जिसमे एक से अधिक कनेक्शन होते हैं लेकिन मल्टी होमेड के मामले में आप ट्रांजिट ट्रैफिक की अनुमति नहीं दे सकते हैं और इसमें एक स्टब प्रकार की चीज होती है जहां केवल स्थानीय ट्रैफ़िक होता है मतलब वो AS में या तो यह उत्पन्न होता है या समाप्त होता है और जैसा कि हम समझते हैं कि नीति हो सकती है क्योंकि ये सभी पाथ वेक्टर हैं इसलिए मैं नीति को परिभाषित कर सकता हूं कि कौन पारगमन कि तरह काम करे इसलिए इस पर प्रतिबंध हो सकता है कि प्रत्येक AS किस प्रकार का होना चाहिए जिसे आप ट्रैफ़िक को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं कुछ और अवधारणाएं हैं एक राउटिंग पॉलिसी जो महत्वपूर्ण है जोकि नेटवर्क के माध्यम से डेटा पैकेट के प्रवाह को बाधित करने वाले नियमों का सेट है इसलिए हलका करने कि नीति को BGP प्रोटोकॉल में परिभाषित नहीं किया जाता है बल्कि उनका उपयोग BGP डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है दूसरे अर्थ में जब मैं BGP डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं उस पॉलिसी को BGP में एम्बेड कर रहा हूं उदाहरण के लिए एक BGP डिवाइस को इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि एक मल्टी होम एक पारगमन अधिकार के रूप में कार्य करने से इनकार कर सके यह एक प्रकार की नीति है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा यह केवल उन्हीं नेटवर्कों के विज्ञापन द्वारा पूरा किया जाता है जो उस AS में या तो टर्मिनेट होते हैं या उत्पन्न होता हो यह उस विशेष के भीतर ही सीमित है इसलिए एक मल्टीहोम एजेंट ऑटॉनमस सिस्टमों के प्रतिबंधित सेट के लिए पारगमन कि तरह काम कर सकता है यह विज्ञापन द्वारा किया जाता है या EBGP वेपर को भेजने के लिए राउटिंग विज्ञापन बनाने में करता है दूसरे अर्थ में यह कहने की कोशिश करता है कि अन्य EBGP राउटर को राउटिंग की जानकारी प्रदान करते समय यह क्या करता है यह चीजों की जोड़ता है इसका मतलब है यह चीजों को इस तरह से संशोधित करता है जो कि इसके नीतियों के दायरे में है एक AS ट्रैफिक की निश्चित श्रेणी के लिए एक विशेष AS पाथ का उपयोग करने के लिए ट्रैफिक को अनुकूलित कर सकता है जैसे मैं कहता हूं कि मुझे वीडियो स्ट्रीमिंग का ट्रैफ़िक मिलता है या किसी विशेष प्रकार का ट्रैफ़िक मिलता है तो इसे किसी विशेष पथ के माध्यम से कॉन्फ़िगर या चैनल किया जाना चाहिए तो यह एक तरह की नीति प्रकारों में से हो सकता है नेटवर्क लेयर रीचैबिलिटी की जानकारी की एक अवधारणा है नेटवर्क लेयर रीचैबिलिटी की जानकारी जिसे NLRI के नाम से भी जाना जाता है NLRI का उपयोग BGP द्वारा मार्गों के विज्ञापन के लिए किया जाता है नेटवर्क लेयर की जानकारी क्या है इसमें नेटवर्क के सेट होते हैं जोकि एक टपल की लंबाई और उपसर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं जैसा कि 14 202 में 14 लम्बाई है और 202 उपसर्ग है और यह उदाहरण CIDR रूट है तो यह नेटवर्क लेयर रीचैबिलिटी की जानकारी है इसका मतलब है कि कौन से पोर्ट और या नेटवर्क का कौन सा डोमेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस मामले में यह 14 की बात है BGP के संबंध में मार्ग रूट और रास्ते पाथ एक रूट गंतव्य के लिए पथ का वर्णन करने वाले विशेषताओं के संग्रह के साथ एक गंतव्य NLRI प्रारूप द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य को जोड़ता है पथ को पथ की विशेषताओं के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और इस जानकारी को अपडेट द्वारा विज्ञापित किया जाता है अब मैं कैसे एक मार्ग को परिभाषित करता हूं यह AS के एक सेट द्वारा परिभाषित किया गया है और AS को मार्ग मापदंडों के एक सेट द्वारा तथा गंतव्य जहां यह जाएगा द्वारा परिभाषित किया जाता है क्योंकि जब यह BGP राउटर से गुजरता है तो यह जानना आवश्यक है कि गंतव्य कहां है जो NLRI प्रारूप में है और यह मूल रूप से इन पथ विशेषताओं को लेता है जिसके माध्यम से AS hops लेता है और जब यह विज्ञापन के लिए होता है तो यह अपडेट संदेश प्रारूप या अपडेट संदेश प्रोटोकॉल BGP में उपयोग किया जाता है हम उस पर आएँगे कि अपडेट क्या है वास्तव में हमने इस बात पर थोड़ी चर्चा की कि विभिन्न प्रकार के BGP प्रारूप क्या हैं और यह अपडेट क्या है इसपर हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे पास EBGP बाहरी BGP है जो कि ASes के बीच संचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं औरबी दूसरा IBGP जो कि AS के अन्दर संवाद करने के लिए है इसलिए हमारे पास BGP EBGP IBGP संचार है अंत में ऐसा करने के लिए आप देखते हैं कि यह केवल बाहरी नहीं है तो यह एक बार जब यह प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क के साथ घूमता है और कुछ अन्य राउटरों पर जाता है और EBGP में OSPF इस्तेमाल होता हैजबकि IBGP के लिए OSPF और RIP इस्तेमाल होते हैं इसलिए उनके बीच सही तालमेल होना चाहिए अन्यथा पैकेट अग्रेषण सही नहीं होगा BGP AS के भीतर कार्यरत IGP को प्रतिस्थापित नहीं करता है तो यह ऐसा नहीं है कि यह OSPF या RIP प्रकार के प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित करता है इसके बजाय हम जो कह रहे हैं वह ऑटॉनमस सिस्टमों के बीच संचार स्थापित करने के लिए IGP के साथ समन्वय या सहयोग करता है तो AS के भीतर BGP का उपयोग स्थानीय IGP मार्गों के विज्ञापन के लिए किया जाता है AS के भीतर इसे स्थानीय IGP मार्गों का विज्ञापन करना होता है क्योंकि AS के भीतर यह प्रमुख काम है इन मार्गों को अन्य AS में BGP साथियों के लिए विज्ञापित किया गया है तो यह दूसरे AS में BGP साथियों के लिए जाना जाता है संचार में BGP और IGP का रोल BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और IGP इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल OSPF और RIP का उपयोग AS के माध्यम से सूचना ले जाने के लिए किया जाता है अन्यथा पैकेट को कैसे अग्रेषित किया जाएगा दो जोड़े के बीच टीसीपी सत्र की स्थापना करते समय BGP सत्र की स्थापना से पहले डिवाइस पुष्टि करता है कि BGP डिवाइस रूटिंग की जानकारी प्रत्येक सहकर्मी में उपलब्ध है या नहीं यह प्रत्येक सहकर्मी BGP EBGP साथियों में उपलब्ध होना चाहिए कि ये EBGP सहकर्मी आमतौर पर एक सीधे जुड़े हुए नेटवर्क को साझा करते हैं इसलिए EBGP साथियों के मामले में जब हमने कुछ स्लाइड पहले चर्चा की थी कि यह आम तौर पर एक सीधे जुड़े नेटवर्क को साझा करता है इन साथियों के बीच BGP पैकेट द्वारा राउटिंग जानकारी का आदान प्रदान किया जाना आवश्यक है IGP IBGP AS के भीतर कहीं भी स्थित हो सकते है इसलिए उन्हें सीधे जुड़े होने की आवश्यकता नहीं है BGP निर्भर करता है IGP पर जो कि एक साथी का पता लगाने के लिए आंतरिक गेटवे प्रोटोकॉल है पैकेट IBGP साथियों के बीच फॉरवर्ड होने के लिए एक IBGP जानकार मार्गों का उपयोग करता है तो इसका मतलब यह है कि OSPF या RIP प्रोटोकॉल जो भी हैं जो उन सूचनाओं के साथ हैं उनका उपयोग इस BGP द्वारा किया जा रहा है तो IBGP स्पीकर्स की तरह AS के भीतर पूर्ण मेष BGP सत्रों का मानना है कि एक ही AS में साथियों के बीच एक पूर्ण मेष BGP सत्र स्थापित किया गया है तो यह एक पूर्ण meshed BGP सत्र है इसलिए हर कोई दुसरे को जानता है या हर कोई दूसरों से जुड़ा हुआ है तो यह पूरी तरह से मेष कनेक्शन है जब एक BGP स्पीकरों को एक IBGP सहकर्मी से एक राउटर अपडेट प्राप्त होता है तो प्राप्त स्पीकर बाहरी साथियों को अपडेट करने के लिए EBGP का उपयोग करता है क्योंकि प्राप्त करने वाला स्पीकर मान लेता है कि पूर्ण जाली IBGP सत्र स्थापित हो चुका है यह अन्य BGP साथियों के लिए अपडेट का प्रचार नहीं करता है इसलिए चूंकि यह एक पूर्ण मेश है इसलिए पूर्ण मेश IBGP सत्रों को स्थापित किया गया है यह अपडेट को दूसरे के लिए प्रचारित नहीं करता है क्योंकि यह जानता है कि इस पूर्ण कनेक्टिविटी के इस विशेष तरीके से अपडेट का ध्यान रखा गया है जो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास कई BGP राउटर हैं एक IBGP प्रोटोकॉल है जो कि सब चीजों से जुड़ा हुआ है और BGP प्रोटोकॉल के तहत एक BGP डिवाइस R6 को EBGP के माध्यम से BGP R1 से जुड़ा हुआ है वहीँ BGP R3 को BGP अपडेट किया गया है और ऐसा ही और आगे भी है यह कनेक्टिविटी का तरीका है जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि विभिन्न प्रकार के BGP पैकेट हैं यह ओपन अपडेट अधिसूचना और जीवित इत्यादि हैं BGP के साथ ये चार प्रकार के पैकेट हैं 1 ओपन मेसेज दो सहकर्मी नोड्स के बीच एक BGP सत्र स्थापित करता है 2 अपडेट मेसेज राउटिंग जानकारी को BGP साथियों के बीच आदान प्रदान करता है अपडेट मेसेज मूल रूप से BGP साथियों के बीच से रूटिंग जानकारी है 3 अधिसूचना तब होती है जब किसी त्रुटि का पता चलता है इसलिए जब कोई असामान्य स्थिति होती है तो इसके लिए सूचना की आवश्यकता होती है 4 जीवित रखें मेसेज यह निर्धारित करता है कि क्या सहकर्मी उपलब्ध हैं या नहीं तो यह कुछ सूचित करने जैसा है इसलिए open मेसेज दो BGP साथियों के बीच एक सेशन खोलने के लिए है दूसरा अपडेट है BGP साथियों के बीच राउटिंग जानकारी को सही अपडेट करना एक और बात यह है कि यह एक टाइपो है मतलब यहाँ यह अधिसूचना होनी चाहिए एक अन्य संदेश सूचना है यह संदेश भेजा जाता है जब कोई त्रुटि होती है जिससे त्रुटि का पता लगाया जाता है और फिर दूसरा एक जीवित है जो यह कहता है कि सहकर्मी उपलब्ध हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हमारे पास वे सब चीजें हैं यदि हम अलग अलग कार्यात्मकताओं को देखें तो BGP कनेक्शन की शुरुआत और पुष्टि करना एक कार्यात्मकता है मुख्य रूप से दो BGP साथियों के बीच एक TCP सत्र स्थापित होने के बाद प्रत्येक राउटर पड़ोसी को एक open मेसेज भेजता है जोकि BGP कनेक्शन खोलता है और पुष्टि करता है जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था कि यह कनेक्शन स्थापित करता है दूसरा BGP कनेक्शन बनाए रख रहा है BGP किसी भी ट्रान्सपोर्ट लेयर का उपयोग नहीं करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सहकर्मी उपलब्ध नहीं हैं या नहीं इसके बजाय BGP संदेश को समय समय पर साथियों के बीच आदान प्रदान किया जाता है यदि तय अवधी के पूरे समय में सहकर्मी से कोई संदेश प्राप्त नहीं होता है तो मूल राउटर इसे त्रुटि मान लेता है जब ऐसा होता है तो त्रुटि सूचना भेज दी जाती है जब भी सहकर्मियों के बीच किसी विशेष समय अवधि के भीतर मेसेज प्राप्त नहीं होता है तो यह सोचता है कि सहकर्मी BGP डिवाइस जवाब नहीं दे रहा है और यह एक त्रुटि सूचना है या एक त्रुटि वाली स्थिति उत्पन्न होती है और यह सूचना सबको भेजी जाती है गम्यता रीचैबिलिटी की जानकारी अपडेट मेसेज द्वारा आदान प्रदान की जाती है जैसा कि हमने देखा कि रीचैबिलिटी informations मुख्य रूप से रूटिंग जानकारी है अगर जानकारी में कोई परिवर्तन होता है या रीचचबिलिटी की जानकारी को अपडेट करते हैं तो अपडेट संदेश में साथियों के बीच इसका आदान प्रदान होता है अपडेट मेसेज का उपयोग व्यवहार्य राउटरों को विज्ञापित करने या अव्यवहार्य राउटरों को वापस लेने के लिए किया जाता है दोनों संभव राउटर का विज्ञापन करते हैं और infeasible राउटर को वापस लेते हैं त्रुटि स्थितियों की सूचना एक BGP डिवाइस त्रुटि का निरीक्षण कर सकती है जो एक सहकर्मी से कनेक्शन को प्रभावित करने वाली त्रुटि स्थिति का निरीक्षण करती है तो इसका मतलब यह है कि यह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या कुछ अन्य त्रुटि स्थिति उत्पन्न हो रही है इसलिए जब ऐसी स्थिति का पता चलता है तो अधिसूचना संदेश पड़ोसी को भेज दिया जाता है संदेश भेजे जाने के बाद BGP ट्रांसपोर्ट कनेक्शन बंद हो जाता है इसका मतलब है BGP कनेक्शन के लिए सभी संसाधनों को पुनःआवंटन किया जाता है तो इसका मतलब है एक बार अधिसूचना भेजे जाने बाद डिवाइस के उस विशेष BGP सहकर्मी के लिए विशेष कनेक्शन बंद हो जाता है और संसाधन जो उसे आवंटित किये गए थे छोड़ दिए जाते हैं इसलिए दूरस्थ सहकर्मी से जुड़ी राउटिंग टेबल प्रविष्टियाँ अंत में अवैध घोषित करके अन्य साथियों को सूचित किया जाता है इसलिए आप देखते हैं कि एक BGP राउटर या सहकर्मी डिवाइस के साथ कनेक्शन होता है यह अधिसूचित किया जाता है और फिर कनेक्शन बंद कर दिया जाता है और अंत में सभी संसाधन छोड़ दिए जाते हैं अब एक नया अपडेट है तो इसे एक नया रास्ता खोजना होगा और इसे दूसरों को विज्ञापित करना होगा या एक विशेष पथ को अमान्य चिह्नित करके अन्य साथियों को विज्ञापित किया जाता है यह महत्वपूर्ण है BGP चयन एक महत्वपूर्ण चीज है BGP एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है जैसा हमने चर्चा की इसलिए एक पाथ वेक्टर में मार्ग को स्थानांतरित किए गए डोमेन या कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है इसलिए पथ को परिभाषित करना होगा इसलिए पथ को गुणों के प्रकार और चीजों के प्रकार या किस डोमेन के माध्यम से रोका जा रहा है के रूप में परिभाषित किया गया है सबसे अच्छा पथ प्रत्येक संभव मार्गों के डोमेन की संख्या की तुलना करके प्राप्त किया जाता है एक यह है कि कितने डोमेन को कूदने की आवश्यकता है मीट्रिक पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है जिसका उपयोग बाहरी पथ का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है और मुश्किल है क्योंकि प्रत्येक AS के पास पथ मूल्यांकन के अपने स्वयं के मानदंड हैं क्योंकि यह एक बड़ा नेटवर्क है और कई AS हैं प्रत्येक AS के पास इष्टतम पथ खोजने का अपना तरीका है जो पथ विशेषताओं पर आधारित है इसलिए पथ का वर्णन करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए कई पथ विशेषताओं का उपयोग किया जाता है और राउटिंग कि जानकारी तथा पथ विशेषताएं साथियों के साथ आदान प्रदान करते हैं इसलिए जब कोई BGP राउटर किसी मार्ग की सलाह देता है तो वह मार्ग विशेषताओं को किसी सहकर्मी को विज्ञापन देने से पहले संशोधित करता है इसलिए जब एक बार BGP राउटर को यह अपडेट मिल जाता है तो यह मूल रूप से सहकर्मी पर भेजने से पहले पथ विशेषताओं को अपडेट करता है विशेषता का संयोजन सर्वोत्तम पथ का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि मार्ग इन कई AS द्वारा परिभाषित है जोकि AS की विशेषता सेट द्वारा परिभाषित किया जाता है और इस विशेषता मूल्यों का उपयोग दिए गए AS की नीति के आधार पर इष्टतम पथ खोजने के लिए किया जाता है जैसा कि हमने पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल में चर्चा की है कि चार पथ विशेषता श्रेणियां हैं एक ज्ञात अनिवार्य विशेषता एट्रिब्यूट है जोकि सभी BGP कार्यान्वयन द्वारा पहचाना जाना चाहिए और हर अपडेट संदेश के लिए समान होना चाहिए दूसरा अच्छी तरह से ज्ञात विवेकाधीन एट्रिब्यूट है यह विशेषता सभी BGP कार्यान्वयन द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए हालांकि हर संदेश को भेजने की आवश्यकता नहीं है तीसरा वैकल्पिक सकर्मक है जो कि हर BGP कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नहीं है एक गैर मान्यता प्राप्त ऑप्शनल ट्रांसिटिव विशेषता के साथ एक पथ स्वीकार किया जाता है और BGP साथियों को अग्रेषित किया जाता है इसलिए यदि यह बिना मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विशेषता सकर्मक विशेषता है इसका मतलब है यह बिना किसी विश्लेषण के सहकर्मी को प्रेषित किया जा रहा है चौथा वैकल्पिक गैर संक्रमणीय विशेषता है यह हर BGP कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की विशेषता को पहचानें इन विशेषताओं को अनदेखा किया जा सकता है और पारित नहीं किया जा सकता है तो एक है optional transitive वैकल्पिक सकर्मक जिसका मतलब है यह वैकल्पिक है लेकिन यह पहचान नहीं सकता है लेकिन यह संचारित कर सकता है गैर संक्रमणीय में एक और वैकल्पिक है यह मान्यता प्राप्त नहीं है इस लिए इसे अनदेखा किया जा सकता है और दूसरी तरफ प्रेषित नहीं भी किया जा सकता है अगर हम पिछले व्याख्यान या उससे पिछले व्याख्यान में देखें तो हमने चर्चा की थी हम देखते हैं कि N1 R1 AS1 है यह चीजों की विशेष रीचाबिलिटी है यहाँ N1 R1 AS1 N2 R2 AS2 एक मार्ग है इत्यादि यहां R4 एक स्रोत है और गंतव्य नेटवर्क N1 है इसके आलावा AS3 AS2 और AS1 है और फिर अगला राउटर 3 है अगला राउटर 3 फिर AS3 AS2 AS1 और फिर आपके पास राउटर R1 है तो ये वे रास्ते हैं जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है और विभिन्न नेटवर्क के लिए अगला राउटर क्या है और पथों को परिभाषित किया जा सकता है दो त्वरित अवधारणाऐ हैं एक है BGP एकत्रीकरण BGP वेरजन 4 में बड़ा सुधार है कि यह CIDR और मार्ग एकत्रीकरण को सपोर्ट करता है यह फीचर BGP साथियों को एक ही विज्ञापन में कई सन्निहित रूटिंग प्रविष्टियों को समेकित करने की अनुमति देता है और यह BGP की स्केलेबिलिटी को बड़े नेटवर्क तक बढ़ाता है इसलिए मैं एकल प्रविष्टि में आकस्मिक रूटिंग विज्ञापन कर सकता हूं और ऐसा करने में यह मूल रूप से स्केल करने में मदद करता है एक अन्य अवधारणा है जिसे BGP कंफेडेरशन कहा जाता है BGP को एक एकल AS के भीतर सभी वक्ताओं की आवश्यकता होती है जिन्होंने IGBP कनेक्शनों को पूरी तरह से ठीक कर लिया है यह मूल रूप से स्केलेबिलिटी में समस्या पैदा करता है यदि इस संबंध को बनाने के दौरान AS में बड़ी संख्या में स्पीकर हैं और यदि यह गतिशील है तो इन कनेक्शनों को बनाना और तोड़ना एक बड़ी चुनौती है इसलिए मैं AS के भीतर अलग अलग तरह की चीजें रख सकता हूं जिसे हम AS का एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तो एक BGP विन्यास एक ऑटॉनमस सिस्टम का एक सेट बनाता है जो एकल AS का प्रतिनिधित्व करता है तो AS1 में विन्यास के लिए बाहरी 1 या 2 प्रकार की चीजें और दो बाहरी साथी हो सकते हैं यह पूरे मेश की आवश्यकता को हटा देता है और प्रबंधन क्षमता को कम कर देता है क्योंकि पूर्ण मेश की आवश्यकता अब उस विशेष AS के भीतर सीमित हो जाती है जहाँ AS प्रकार की चीज़ों या कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखा जाता है तो इस तरह से मैनाजैबिलिटी बहुत हो सकती है या स्केलेबिलिटी सुगम हो जाती है आज हमने जो चर्चा की है वह BGP रूटिंग प्रोटोकॉल की अलग अलग विशेषता यह कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि कैसे पथ परिभाषित किया जाता है इत्यादि कैसे यह एक विशेष नेटवर्क से एक पैकेट भेजने में मदद करता है विशेष रूप से एक ऑटॉनमस सिस्टम से दूसरे ऑटॉनमस सिस्टम में इसलिए हम बाद के व्याख्यान में इस कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धीरे धीरे हम अन्य परतों को देखेंगे जैसे कि हम ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं अब हम टीसीपी आईपी मॉडल पर अन्य परतों को देखेंगे इसके साथ ही आज अपनी चर्चा समाप्त करते हैं